तो समस्या क्या है जब तुम एक थ्रेड को बाहर फेंकते हो और दूसरे को अंदर लाते हो तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है थ्रेड की डायनामिक स्टेट कहां मेंटेन होती है वहां कुछ हार्डवेयर रजिस्टर्स होते हैं जिनकी अपनी मेमोरी होती हैजहां पर की फेचड डाटा इन रजिस्टर में रखा होता है जो डाटा मेमोरी से फेच किया गया था उस डाटा पर यहां कुछ कंप्यूटेशन होता है मेमोरी से फेचड डाटा की एक कॉपी रजिस्टर अपनी मेमोरी में भी रखते हैं अगर डाटा पर कुछ भी अपडेट हुआ है तो इस डाटा को अंत में मेमोरी लोकेशन पर वापस जाना है ठीक इसलिए हर प्रोसेसर के पास कुछ डाटा रजिस्टर्स होते हैं यह कुछ कंप्यूटेशन कर रहे हैं मान लो इन्हें कुछ एडिशन करना है और उसके बाद इन्हें कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है तो यह एडिशन करते हैं अचानक इसको बाहर फेंक दिया गया तो इसके लिए वास्तव में असेंबली इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं असेंबली इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह दिखेंगे 'ऐड टू रजिस्टर 1 वैल्यू 5' 'add to register 1 the value 5' 'मल्टीप्लाई रजिस्टर 1 विद 10' 'multiply register 1 with 10' कुछ इस तरह का दिखेगा कोड कुछ इस तरह का दिख सकता है अब मान लो थ्रेड यह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है 'ऐड R1 5 यह 5 को R1 में ऐड कर रहा है इसलिए इसने R1 में 5 को ऐड किया और तब ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया कि मुझे इसको शेड्यूल आउट करना है इसका टाइम स्लाइस समाप्त हो गया था इसलिए दूसरा थ्रेड् अंदर आएगा हो सकता है यह थ्रेड रजिस्टर 1 को किसी दूसरे काम के लिए उपयोग करे तो यह रजिस्टर वन के कंटेंट्स को रिप्लेस कर देगा और अब जब यह पर्टिकुलर थ्रेड वापस आएगा तो यह 'मल्टीप्लाई R110' एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा लेकिन अब इसके पास कुछ दूसरा डाटा है ठीक तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो इसलिए जब भी थ्रेड शेड्यूल्ड आउट होता है यह कन्टेक्स्ट स्विच कहलाता है जब भी कन्टेक्स्ट स्विच होता है सारे रजिस्टर्स की एक कॉपी बनती है जोकि थ्रेड के लोकल स्पेस में रख दी जाती है इसलिए वहां पर थ्रेड 1 के लिए लोकल स्पेस होगा वहां पर थ्रेड 2 के लिए लोकल स्पेस होगा और इसी तरह और भी इसलिए हर थ्रेड के पास अपना कुछ लोकल स्पेस होता है इसलिए अब क्या होता है कि जब थ्रेड 1 शेड्यूल्ड आउट होता है उस समय सारे रजिस्टर्स थ्रेड के लोकल स्पेस में कॉपी हो जाते हैं यह मेमोरी में होता है तुम रजिस्टर्स की वैल्यूस को कुछ मेमोरी लोकेशन पर कॉपी कर देते हो तो यह पर्टिकुलर मेमोरी में कॉपी हो जाता है और तब मान लो थ्रेड 2 शेड्यूल्ड हो जाता है यह थ्रेड 2 के सारे रजिस्टर्स को उठाकर वास्तविक हार्डवेयर रजिस्टर्स में रख देगा और उसके बाद यह थ्रेड 2 का एग्जीक्यूशन शुरू करेगा इसलिए इस प्रकार क्या होता है थ्रेड हमेशा अपनी स्टेट मेंटेन करता है एक थ्रेड हमेशा अपनी स्टेट मेंटेन करता है ठीक इसलिए जब भी कन्टेक्स्ट स्विच होता है इसकी स्टेट सुरक्षित रहती है और जब भी यह वापस शेड्यूल्ड होता है इसकी स्टेट वापस से हार्डवेयर रजिस्टर्स में कॉपी हो जाती है विद्यार्थी हम थ्रेडस के लिए अलग अलग स्टैकस मेंटेन करते हैं हां तुम थ्रेड के लोकल स्पेस में स्टैक मेंटन कर सकते थे हां तुम कर सकते थे विद्यार्थी इसलिए हमें स्टैक के कंटेंटस को भी कॉपी करने की जरूरत है नहीं नहीं नहीं यह तुम्हारी मुख्य मेमोरी है मैंने कुछ स्पेस थ्रेड 1 के लिए क्रिएट कर दिया था मैं थ्रेड 1 के लिए स्टैक मेंटेन कर रहा हूं और मैं दूसरी चीजें भी साथ साथ मेंटेन कर रहा हूं यह सब चीजें क्या है मैं इन सब के बारे में बात करूंगा मैं कुछ स्पेस थ्रेड 2 के लिए मेंटेन कर रहा हूं मैं थ्रेड 2 के लिए स्टैक मेंटेन कर रहा हूं यह मेमोरी है ठीक अब वहां एक प्रोसेसर है अब प्रोसेसर के पास रजिस्टर्स है रजिस्टर R1 रजिस्टर R2 रजिस्टर R3 प्रोग्राम काउंटर स्टैक प्वाइंटर और भी बहुत कुछ इसके पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं लिमिटेड सेट रजिस्टर्स हैं आप ऐसे ही कुछ भी रजिस्टर्स नहीं रख सकते ये काफी महंगे होते हैं ये प्रोसेसर के बहुत नजदीक होते हैंअर्थमैटिक और लॉजिक यूनिट को जब भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या कुछ और भी काम करना होता है वह सीधे इन रजिस्टर्स पर ही काम करती है मान लो तुम्हारे पास एक इनटीजर x है जिसकी वैल्यू मुख्य मेमोरी में 5 हैऔर तुम इसे इंक्रीमेंट करना चाहते हो तुम इसमें वन ऐड करना चाहते हो तुम मुख्य मेमोरी में जाकर इसमें वन ऐड नहीं कर सकते तुम क्या कर सकते हो तुम्हें इसे रजिस्टर में फेच करना पड़ेगा मान लो R1 में तुम्हें वन ऐड करना है और इसे वापस रखना है तो तुम्हारे पास रजिस्टर्स के लिमिटेड सेट हैं शायद 32 रजिस्टर्स सिर्फ इतने ही रजिस्टर्स तुम्हारे पास है मुख्य मेमोरी गीगाबाइट्स में होती है जब तुम एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में कन्टेक्स्ट करते हो मुख्य मेमोरी अभी भी वही रहती है यह बहुत ही बड़ी है इसके पास काफी स्पेस है थ्रेड 1 और 2 से लेकर थ्रेड 10 तक का डाटा ग्लोबल वेरिएबलस तथा कोड सब कुछ स्टोर करने के लिए इसके पास बहुत सारा स्पेस है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है रजिस्टर्स प्रोसेसर केवल रजिस्टर्स में के डाटा पर ही काम करता है जब भी एक थ्रेड शेड्यूल्ड होता है तो इसे यह जानने की जरूरत है कि कौन सा स्टेक इस पर काम कर रहा है यह रजिस्टर् द्वारा होता है जिसको स्टेक प्वाइंटर कहते हैं स्टेक प्वाइंटर सिर्फ इस पार्टिकुलर स्टेक को पॉइंट करता है स्टेक 1 ही बस स्टेक के सारे कंटेंटस रजिस्टर में नहीं होते हैं तुम्हारे पास प्वाइंटर होता है जो कि रजिस्टर में रहता है और स्टेक को पॉइंट करता है इसलिए अब जब भी थ्रेड शेड्यूल्ड आउट होता है तो मुझे क्या सेव करने की जरूरत है किस स्टेट स्पेस को मुझे सेव करने की जरूरत है वहां मेमोरी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम कहां है प्रॉब्लम रजिस्टर्स के साथ है मुझे रजिस्टर्स की वैल्यू सेव करने की जरूरत है क्योंकि एक थ्रेड लगभग 30 रजिस्टर की जरूरत रख सकता है लेकिन मेरे पास 30 गुना 10 रजिस्टर नहीं होते 30 प्रत्येक थ्रेड के लिए मेरे पास इतने सारे रजिस्टर्स नहीं होते हैं इसलिए मुझे हर रजिस्टर की स्टेट कहीं मेमोरी में सुरक्षित रखने की जरूरत है याद रखना मेरे पास यह स्पेस सब थ्रेड के लिए था मैं जाऊंगा और इसे यहां सेव कर दूंगा तोयह थ्रेड कन्टेक्स्ट होता है तो मैं रजिस्टर्स को यहां स्टोर कर दूंगा और अब जैसे ही मैंने रजिस्टर्स को यहां स्टोर कर दिया यह सब रजिस्टर उपयोग होने के लिए स्वतंत्र है कोई भी यहां आकर इनको उपयोग कर सकता है क्योंकि मैंने अपनी स्टेट सेव कर ली थी जब भी मैं अगली बार शेड्यूल्ड होऊगां मैं फिर से वापस कॉपी हो जाऊंगा मैं इस डाटा को वापस कॉपी कर दूंगा जिससे कि मेरे रजिस्टर्स अप टू डेट रहे मेरी स्टेट सेम रहेगी और उसके बाद में इंस्ट्रक्शनस एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूंगा इस सब का क्या मतलब है प्रोग्राम काउंटर भी यहां जाता हैस्टेक प्वाइंटर भी यहां जाता है कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है यह भी थ्रेड कन्टेक्स्ट में सेव होता है कौन सा स्टेट इससे संबंधित है यह भी थ्रेड कन्टेक्स्ट में सेव हो जाता है अब जब भी थ्रेड 2 अंदर आएगा थ्रेड कॉन्टेक्स्ट से इसका डाटा रजिस्टर्स में चला जाएगा इसका मतलब है कि स्टैक प्वाइंटर अपने स्टैक को पॉइंट करेगा तथा प्रोग्राम प्वाइंटर उस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा जो कि लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा था जब यह शेड्यूल्ड आउट हुआ था मुझे मेन मेमोरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे मेन मेमोरी की स्टेट सेव करने की जरूरत नहीं है मुझे रजिस्टर की स्टेट सेव करने की जरूरत है इसलिए रजिस्टर्स कम होते हैंलेकिन कंटेस्ट स्विच अभी भी बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि सारे रजिस्टर्स का बैकअप मेमोरी में करने की आवश्यकता है और नए थ्रेड के रजिस्टर्स को वापस रजिस्टर्स में कॉपी करने की आवश्यकता है तो यह एक समय कंज्यूम करने वाला ऑपरेशन है यह करने के लिए बहुत समय लगता है इसलिए मूल रूप से टाइम स्लाइस बहुत ही छोटा नहीं होता है वहां टाइम स्लाइस में एक ट्रेडऑफ होता है मैं बहुत सारे थ्रेडस को पैरेलल में एग्जीक्यूट करना चाहता हूं और मैं उन्हें छोटा टाइम स्लाइस देना चाहता हूं जिससे कि एक साथ बहुत सारे थ्रेड्स पैरलल में रन हो सकेंलेकिन उसी समय मैं उसको बहुत छोटा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज्यादा समय लेना शुरू कर देगा विद्यार्थी जब हम कन्टेक्स्टस्विचिंग कर रहे होते हैं हम डाटा को रजिस्टर्स से मेमोरी में भेज रहे होते हैं क्यों न हम लोकल वैरियेबल्स की वैल्यूस को सीधे स्टेक में ही अपडेट कर देते यहां पर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि यह सब सीधे संबंधित नहीं है मुझे यह नहीं पता कि मेरे रजिस्टर्स में क्या है लेकिन कंपाइलर यह सब जानता है देखो यह कंपाइलर का काम है कंपाइलर यह देखता है कि मुझे किस रजिस्टर् में क्या रखना है और इसके लिए यह कुछ इस तरह का कोड जनरेटस करता है एड R1 5 मल R110 इसलिए यह जानता है कि इसने R1 में क्या रखा है यह इसका ट्रैक रखता है जब मैं यह कहता हूं मल्टीप्लाई x बाय 10 अथवा ऐड 5 टू x यह इनका ट्रैक रखता है इससे पहले इसके पास एक इंस्ट्रक्शन होगा लोड R1 कुछ 1002 की दर से जो कि वास्तव में वेरिएबल x की लोकेशन है इसलिए यह सब कंपाइलर द्वारा होता है रनटाइम पर यह सब अंदाजा लगाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं हैकि एक थ्रेड कब एग्जीक्यूट हो रहा हैइसको यह अंदाजा लगाने का कोई रास्ता नहीं है कि r1 में क्या स्टोर हुआयह वेरिएबल x है यह संभव नहीं है इसके पास इसका कुछ भी अंदाजा नहीं होता है कंपाइलर के पास इसका पूरा चित्र होता है और इसके लिए वह कोड जनरेट करता है लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस समय मैंने इस थ्रेड को शेड्यूल आउट किया था उस समय पहले से यह पता करने का कोई रास्ता नहीं है कि स्टोर इंस्ट्रक्शन आ रहा है या नहीं और मेरे लिए यह अंदाजा लगाने का प्रयत्न करना एक चैलेंज है वहां पर यह सब करने के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं इसलिए चीजों को सीधा सादा रखने के लिए जो भी थ्रेड बाहर जाता है सारे रजिस्टर्स को सेव कर लो और जब भी यह वापस आएगा सारे रजिस्टर्स को वापस ले आओ और वहीं से शुरू करो जहां पर कि तुम ने इस को छोड़ा था और इससे कंपाइल्ड कोड में कोई भी समस्या नहीं होती है जिस भी रजिस्टर पर यह काम कर रहा था यह बिल्कुल वही वैल्यू को उस रजिस्टर मे ढूंढ लेता है यहां पर बस एक ही मुद्दा है कि यह कन्टेक्स्ट स्विचिंग में समय लेता है सारे रजिस्ट्रर् की वैल्यूस को सेव करने में और इन्हें वापस लाने में तो इस प्रकार मल्टीपल थ्रेड्स एक सिंगल प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट होते हैं वहां कन्टेक्स्ट स्विचिंग जो या तो टाइम स्लाइस पर आधारित होती है अथवा जो थ्रेडस ब्लॉकिंग कॉल्स करते हैं जहां पर कि उन्हें सीपीयू रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती कुछ समय के लिए वे बाहर चले जाते हैं तो इस प्रकार तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ एक ही समय पर कनकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं जबकि वहां सिर्फ एक सिंगल प्रोसेसर है जो कि कोड एग्जीक्यूट कर रहा है अब हम मल्टीकोर आर्किटेक्चर पर आते हैं तो मल्टीकोर आर्किटेक्चर में क्या होता है इसलिए मल्टी कोर में तुम्हारे पास सिर्फ मल्टीपल प्रोसेसर अपने रजिस्टर सेट के साथ होते हैं मान लो तुम्हारे पास 4 कोरस हैं और तुम चार थ्रेड्स तक एग्जीक्यूट कर रहे हो तो तुम देखोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको अलग कोरस पर शेड्यूल कर देगा और वहां पर कोइ कन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है यह सब कैविट के साथ होते हैं वहां डेमोन प्रोसेसस होते हैं जो कि समय समय पर उठकर कुछ काम करते हैं तो वह तुम्हारे थ्रेड्स को शेड्यूल आउट कर सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हें अलग अलग थ्रेड् के अलग अलग प्रोसेसर पर एलोकेट होने की वजह से इन सब कोरस का बहुत अच्छा उपयोग मिलेगा इसलिए अगर तुम्हारे पास 4 कोरस हैंऔर तुम 4 थ्रेड तक रन कर रहे हो तो तुम देखोगे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कभी कभी डेमोन थ्रेड्स से बचने के लिए हम कुछ कम थ्रेड्स रन करने की कोशिश करते हैं इसलिए अगली बार जब भी तुम कुछ पैरेलल कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो तुम्हें यह समझना होगा कि आर्किटेक्चर कैसा है और तभी तुम यह अंदाजा लगा पाओगे कि तुम्हें किस प्रकार की परफॉर्मेंस मिल सकती है क्या यह सिंगल कोर है और अगर तुम कुछ भारी कंप्यूटेशन कर रहे हो तो तुम्हें मल्टीपल थ्रेड्स के साथ कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर तुम्हारे पास मल्टीकोर है तब तुम कुछ ज्यादा प्राप्त कर सकते हो